आइए अब हम सूर्योदय और सूर्यास्त के समय का आंगन पता लगाएँ यहां हमारे पास लोकल सेंट्रिक कोऑर्डिनेट सिस्टम और अर्थ सेंट्रिक कोऑर्डिनेट सिस्टम है और यहां मैंने इंसुलेशन इक्वेशन भी लिख दिया है यहां LCosθZ नॉर्मल इंसीडेंस है हॉरिजॉन्टल फ्लैट प्लेट पर जिसका लाटीट्यूड एंगल ϕ है सूर्योदय और सूर्यास्त के समय θZ की वेल्यू 900 होगी इसका यह मतलब है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय इनसोलेशन लाइन होराइजन प्लेन पर होगी सूर्योदय के समय यह होराइजन प्लेन पर होगी और धीरे धीरे ऊपर की ओर आएगी सूर्यास्त के समय यह होराइजन प्लेन पर होगी और धीरे धीरे और होराइजन प्लेन से नीचे जाएगी इसलिए सूर्योदय या सूर्यास्त के समय जेनिथ एंगल θZ 900 के बराबर होता है क्योंकि इस समय इंसुलेशन लाइन होराइजन प्लेन पर होता है और आवर एंगल वह एंगल है जिसमें हमें रूचि है हम ωSR से सूर्योदय के समय को दिखाते हैं और वह सूर्यास्त के समय के एंगल का मॉडलस होता है आप देख रहे हैं कि जब ω 0 होता है तब इंसुलेशन लाइन का प्रोजेक्शन मेरीडोनल प्लेन पर होता है जिसे हम दोपहर का समय कहते हैं मेरिडियन के पूर्व का आवर एंगल पॉजिटिव होता है और मेरिडियन के पश्चिम का आवर एंगल नेगेटिव होता है इसलिए सूर्योदय इस क्वाड्रेंट में होगा मेरीडोनल एक्सिस के पूर्व में और इसलिए सूर्योदय के एंगल को पॉजिटिव लेते हैं और सूर्यास्त मेरीडोनल एक्सिस के पश्चिम में होगा और इसलिए वह नेगेटिव होगा परंतु सूर्यास्त के समय का मॉडलस एंगल सूर्योदय के एंगल के बराबर होता है सूर्योदय या सूर्यास्त के समय CosθZ 0 रखते हैं तब आप कह सकते हैं की LCosθZ 0 होगा इसका यह मतलब है की Cos δ CosωSRCos ϕ Sin 𝛿 Sin ϕ 0 होगा क्योंकि θZ 90 है यहां से आप सूर्योदय का एंगल ωSR निकाल सकते हैं पर सूर्यास्त का एंगल नेगेटिव होगा और सूर्योदय के एंगल के बराबर होगा क्योंकि यह मेरीडोनल एक्सिस के पश्चिम में है यह दोनों एंगल निकालने के लिए हमें डेकलिनेशन एंगल और लाटीट्यूड एंगल की आवश्यकता है आइए अब हम संक्षेप में प्रस्तुत करते हैं कि कितनी एनर्जी इंसीडेंट होती है और हॉरिजॉन्टल फ्लैट प्लेट पर रोजाना हमें पता है कि H0 रोजाना इंसिडेंट होने वाली एनर्जी है और यह इस ऊपर दिए गए इक्वेशन से निकाली जाती है जहां k 1 0033 Cos360 N 365 होता है यहां N1 होगा 1 जनवरी को और N365 होगा 31 दिसंबर को LSC मीन सोलर कांस्टेंट है जिसकी वेल्यू 13 kWm2 है यहां ωSR सूर्योदय का एंगल है 𝛿 डिक्लिनेशन एंगल है ϕ लाटीट्यूड एंगल है यहां डिक्लिनेशन एंगल और लाटीट्यूड एंगल रेडियन या डिग्री में होंगे इसको आप एक मॉडल की तरह ले सकते हैं जिससे आप एनर्जी इंसीडेंट निकालेंगे हॉरिजॉन्टल फ्लैट प्लेट पर वायुमंडल के प्रभाव के बिना अब तक हमने वायुमंडल के प्रभाव को नहीं लिया है जल्द ही हम इसको जानेंगे परंतु यह वह वेल्यू है जो वायुमंडल के प्रभाव के बिना आती है इसको ब्लॉक एल्गोरिथ्म के तरह से रखने के लिए हमें दो इनपुट चाहिए पहला लाटीट्यूड एंगल ϕ और दूसरा डे नंबर N क्योंकि लाटीट्यूड एंगल ϕ और डी नंबर N के अलावा सब कुछ निकाल सकते हैं इक्वेशन का प्रयोग करके जो हमने अभी बताया है हम दे नंबर N से डिक्लिनेशन एंगल 𝛿 और कांस्टेंड k निकाल सकते हैं और ϕ को एक इनपुट की तरह लेकर अब हमारे पास यह तीन इनपुट होंगे मॉडल में देने के लिए जिससे हम एनर्जी का पता लगाएंगे और इस पूरे एल्गोरिथ्म को एनर्जी डिटरमाइनिंग मॉड्यूल कहा जाता है हॉरिजॉन्टल फ्लैट प्लेट के लिए